आज के सत्र में हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे आइए हम विषय के बारे में अपनी चर्चा शुरू करें मूल रूप से जिन सर्किट पर हमने अब तक चर्चा की है वे कंडक्टिवली कपल्ड थे जिसका अर्थ है कि एक लूप के कारण पड़ोसी लूप में करंट प्रभावित हो रहा था जिसका अर्थ है कि दोनों लूप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और एक लूप से दूसरे में करंट फ्लो Flow प्रवाहित हो रहा था अब इस मामले में हम देखेंगे कि दो लूप जो इलेक्ट्रिकली जुड़े हो सकते है या नहीं भी जुड़े हो सकते है लेकिन वो एक दूसरे के साथ कपल्ड है मैग्नेटिक फील्ड से जो उनमें से एक द्वारा उत्पन्न की गई है उन मामलों में जब हम उस प्रकार के सर्किट कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो हम उन्हें मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट कहते हैं इसके लिए सबसे आम उदाहरण ट्रांसफार्मर है जहां इलेक्ट्रिकल Electrical विद्युत डिवाइस Device उपकरण मैग्नेटिक कपलिंग के आधार पर डिज़ाइन किया गया है अब यह एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल का उपयोग करता है ट्रांसफॉर्मर पावर सिस्टम नेटवर्क के प्रमुख सर्किट एलिमेंट Element तत्व हैं क्योंकि जब भी हमें वोल्टेज लेवल Level स्तर बदलना होता है तो इसका मतलब है कि या तो आप पावर सिस्टम नेटवर्क में स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहे हैं आपको उन मामलों के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी अब सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल इनडक्टेंस क्या होता है अब जब दो कंडक्टर या आप कह सकते हैं कि जब दो कॉइल एक दूसरे के करीब होते हैं तो एक कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक्स फ्लक्स दूसरे कॉइल पर प्रभाव डालता है और इस तरह यह दूसरे कॉइल में वोल्टेज को उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को म्यूचुअल इनडक्टेंस के रूप में जाना जाता है अब आइए पहले सिंगल इंडक्टर पर विचार करें जहां पर कॉइल में एन नंबर टर्न्स है जब कॉइल में करंट फ्लो Flow प्रवाहित होता है करंट कॉइल में फ्लो हो रहा है तो उसके आस पास मैग्नेटिक फ्लक्स phi उत्पन्न होगा यदि आप डायग्राम को देखते हैं तो करंट इंडक्टर में फ्लो हो रहा है फ्लक्स phi उत्पन्न हो रहा है इसलिए उस फ्लक्स के उत्पन्न होने के कारण वोल्टेज v इनडुइस होगा अब वोल्टेज कैसे इनडुइस होगा क्योंकि यदि आप फैराडे लॉ को याद करते हैं तो यह कहता है कि कॉइल में इनडुइस वोल्टेज टर्न्स की संख्या और मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर के प्रोपोरशनल Proportional समानुपाती होता है तो हम इनडुइस वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं अब फ्लक्स करंट i द्वारा उत्पन्न किया जाता है इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि में कोई भी परिवर्तन करंट में परिवर्तन के कारण होता है इसलिए इस इक्वेशन को हम पुनर्व्यवस्थित करके लिख सकते हैं जैसे यह इक्वेशन अब इंडक्टर्स के लिए वोल्टेज करंट संबंध बताती है अब इस इनडक्टेंस को आमतौर पर सेल्फ इनडक्टेंस कहा जाता है क्योंकि यह एक कॉइल में समय के साथ करंट में परिवर्तन के कारण उसी कॉइल में इनडुइस वोल्टेज से संबंधित होता है अब हम दो कॉइल्स पर विचार करते हैं और हम मान लेते हैं कि उनके पास और सेल्फ इनडक्टेंस हैं और दोनों कॉइल को एक दूसरे के पास में रखा गया है अब अगर कॉइल 1 में टर्न्स हैं जबकि कॉइल 2 में टर्न्स हैं इस मामले के लिए आसानी के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि दूसरे इंडक्टर में कोई करंट नहीं है तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल 1 से आ रहा है उसमें दो हिस्से होंगे एक जो केवल कॉइल 1 से सम्बंधित है यदि आप देखते हैं कि इस कॉइल में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स में है जो केवल कॉइल 1 से सम्बंधित है और दूसरा हिस्सा जो दूसरे कॉइल से सम्बंधित है तो आप क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि कुल फ्लक्स हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो कॉइल व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं जिसका अर्थ है कि वे इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि वे केवल मैग्नेटिकली कपल्ड हैं अब चूंकि फ्लक्स कॉइल 1 से लिंक है क्योंकि यदि आप के डायग्राम को देखते हैं जो है तो यह कॉइल को पूरी तरह से लिंक कर रहा है तो हम जो कॉइल 1 में इनडुइस वोल्टेज है उसे लिख सकते है जहां कॉइल 1 में करंट है और कॉइल 1 का सेल्फ इनडक्टेंस है फ्लक्स केवल कॉइल 2 से लिंक है इसलिए कॉइल 2 में इनडुइस वोल्टेज है कॉइल 2 का म्यूच्यूअल इनडक्टेंस है कॉइल 1 के संबंध में अब जो सबस्क्रिप्ट 21 M21 में लिखा गया है वह इंगित करता है कि इनडक्टेंस कॉइल 2 में इनडुइस वोल्टेज जो कि कॉइल 1 में करंट फ्लो Flow प्रवाहित होने के कारण है अब आइए विचार करते हैं कि करंट कॉइल 2 से फ्लो Flow प्रवाहित हो रहा है तो यदि आप स्लाइड में डायग्राम को देखते हैं तो करंट सोर्स है जो कॉइल 2 से जुड़ा हुआ है फ्लक्स जो करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न होता है उसके फिर से दो हिस्से होंगे एक हिस्सा जो केवल दूसरे कॉइल को लिंक करेगा जबकि दोनों कॉइल्स को लिंक करेगा तो आप अब फिर से जैसा कि कॉइल 1 के मामले में था इस मामले में भी हम देखेंगे पूरी तरह से कॉइल 2 से लिंक है हम लिख सकते हैं जहां कॉइल 2 में करंट है और कॉइल 2 का सेल्फ इनडक्टेंस है फ्लक्स केवल कॉइल 1 से लिंक है इसलिए कॉइल 1 में इनडुइस वोल्टेज है कॉइल 1 का म्यूच्यूअल इनडक्टेंस है कॉइल 2 के संबंध में अब यह म्यूच्यूअल इनडक्टेंस एक इंडक्टर की पड़ोसी इंडक्टर में वोल्टेज इनडुइस करने के लिए क्षमता है तो इसे फिर से दर्शाया जाएगा इसे हेनरी में मापा जाएगा या संक्षेप में आप कैपिटल H लिख सकते हैं CONTINUE अब हालांकि म्यूचुअल इनडक्टेंस एम हमेशा पॉजिटिव रहेगा लेकिन जो म्यूचुअल वोल्टेज है वह नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है तो सेल्फ इनडुइस के विपरीत क्योंकि की पोलेरिटी का आप पता लगा सकते हैं कि आप पोलेरिटी का पता कैसे लगाएंगे करंट की रिफरेन्स डायरेक्शन और वोल्टेज की रिफरेन्स पोलेरिटी से यदि आपको याद है कि हमने अपने पहले सप्ताह में पैसिव साइन कन्वेंशन पर चर्चा की थी तो आप सेल्फ इनडुइस वोल्टेज जो कि है के मामले में पोलेरिटी का पता लगाने के लिए उस चर्चा का उपयोग कर सकते हैं अब म्यूच्यूअल वोल्टेज यानी की पोलेरिटी के लिए यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें अब चार टर्मिनल शामिल हैं तो कॉइल 1 के दो टर्मिनल और कॉइल 2 के दो टर्मिनल तो चूंकि हमारे पास चार टर्मिनल हैं इसलिए हम म्यूचुअल वोल्टेज की पोलेरिटी का पता लगाने के लिए सीधे पैसिव साइन कन्वेंशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं अब के लिए सही पोलेरिटी का विकल्प कॉइल के ओरिएंटेशन की जांच करके पता लगाया जाता है जिसका अर्थ है कि जिस तरह से दोनों कॉइल व्यक्तिगत रूप से बंधे हुए हैं और फिर म्यूचुअल वोल्टेज की सही पोलेरिटी का पता लगाने के लिए लेनज़ लॉ को राइट हैंड रूल के साथ लगाते हैं अब चूंकि कॉइल के कंस्ट्रक्शन Construction निर्माण के बारे में दिखाना आसान नहीं है जिसका अर्थ है कि दोनों कॉइल व्यक्तिगत रूप से कैसे बंधे हैं हम क्या करते हैं हम आम तौर पर अपने सर्किट एनालिसिस के लिए डॉट कन्वेंशन का उपयोग करते हैं तो इस कन्वेंशन के द्वारा सर्किट के एक छोर पर दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल पर एक डॉट लगाया जाता है है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन Direction दिशा को दिखाने के लिए यदि करंट कॉइल के डॉटेड टर्मिनल में प्रवेश करता है तो हम दिखाते हैं कि जब करंट कॉइल के डॉटेड टर्मिनल में प्रवेश करता है तो म्यूचुअल वोल्टेज का ओरिएंटेशन क्या होगा अब हम इस कांसेप्ट को यहाँ इस डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं यदि आप देखते हैं कि करंट डॉट में प्रवेश कर रहा है तो ओरिएंटेशन अगर आप कॉइल को देखते हैं अगर आप हाथ की हथेली को इस तरह से रखते हैं कि यह कॉइल के किनारे को पूरी तरह से कर्ल कर रहा है अगर आप अपना हाथ रखते हैं और अपनी उंगली को कर्ल करते हैं तो कॉइल बाउंड है तो आप देखेंगे कि जब आप इस तरह रखते हैं तो आपका अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा तो यह अंगूठे का डायरेक्शन आपको दिखायेगा कि फ्लक्स किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है तो आपको फ्लक्स डायरेक्शन में लिंक हो रहा है इसी प्रकार कॉइल 2 में भी करंट डॉट में प्रवेश कर रहा है और वोल्टेज का पॉजिटिव पोलरिटी जब डॉट यहाँ कनेक्ट होता है तब पॉजिटिव है जहां डॉट जुड़ा हुआ है तो जब आप दाहिने हाथ को उसी तरह रखते हैं जैसे हमने इस मामले में किया था तो आपका अंगूठा नीचे की डायरेक्शन में होगा फिर डायरेक्शन में लिंक हो रहा है तो अब इस मामले में डॉट्स पहले से लगे हुए हैं तो हमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कैसे लगाया जाए डॉट्स का उपयोग डॉट कन्वेंशन के साथ म्यूचुअल वोल्टेज की पोलेरिटी को तय करने के लिए किया जाता है हम देखेंगे कि यदि ऐसी कंडीशन है तो हम इनडुइस म्यूचुअल वोल्टेज की पोलेरिटी को कैसे निर्धारित कर सकते हैं अब हम पहले डॉट कन्वेंशन को समझते हैं कि अगर करंट एक कॉइल के डॉटेड टर्मिनल में प्रवेश करता है तो दूसरे कॉइल में म्यूचुअल वोल्टेज की रेफरेंस पोलरिटी डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव है तो अगर करंट यहां म्यूचुअल इनडक्टेंस में प्रवेश कर रहा है तो पॉजिटिव पोलेरिटी डॉटेड टर्मिनल पर होगी अब अगर करंट एक कॉइल के डॉटेड टर्मिनल से बाहर जाता है तो दूसरे कॉइल में म्यूचुअल वोल्टेज का रेफरेंस पोलरिटी डॉटेड टर्मिनल पर नेगेटिव है तो यदि मान लें कि यदि करंट की डायरेक्शन विपरीत है और करंट इस तरफ से बह रहा है तो उस स्थिति में वोल्टेज की पोलरिटी जो इनडुइस म्यूचुअल वोल्टेज है ऐसी होगी तो इसका मतलब है कि दूसरी कॉइल दूसरी कॉइल में म्यूचुअल वोल्टेज डॉटेड टर्मिनल पर नेगेटिव होगी इस प्रकार म्यूचुअल वोल्टेज की रिफरेन्स पोलेरिटी इनडुइसींग करंट की रिफरेन्स डायरेक्शन और कपल कॉइल के डॉट्स पर निर्भर करेगी तो यह दो चीजें म्यूचुअल वोल्टेज की रिफरेन्स पोलेरिटी का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं आइए हम इस विशेष प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों की मदद से समझते हैं आइए हम इस डायग्राम को देखें जहां म्यूचुअल वोल्टेज का साइन की रिफरेन्स पोलेरिटी और की डायरेक्शन द्वारा निर्धारित होता है तो यदि आप देखते हैं कि करंट डॉट के अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है तो के लिए रिफरेन्स पोलेरिटी सेकेंडरी साइड पर डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉइल 1 के डॉटेड टर्मिनल में अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है और कॉइल 2 के डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव है म्यूचुअल वोल्टेज पॉजिटिव होगा अब इस मामले में अब कॉइल 1 के डॉटेड टर्मिनल में प्रवेश कर रहा है लेकिन कॉइल 2 के डॉटेड टर्मिनल पर नेगेटिव है क्योंकि की पोलेरिटी डॉटेड टर्मिनल के विपरीत है और नेगेटिव है तो म्यूचुअल वोल्टेज होगा अब इस मामले में भी इसी तरह जब करंट दूसरे कॉइल में बह रहा है तो करंट बह रहा है दूसरे कॉइल में बह रहा है अर्थात डॉट को छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर यह डॉट को छोड़ रहा है तो म्यूचुअल इनडुइस वोल्टेज की वैल्यू डाउनवर्ड टर्मिनल पर नेगेटिव होगी और डॉटेड टर्मिनल पर पॉजिटिव होगी इसी तरह के मामले में जब डॉट से बाहर निकल रहा है लेकिन दूसरे पर वोल्टेज पोलेरिटी डॉटेड टर्मिनल पर माइनस होगी और उस मामले में इनडुइस म्युचुअल वोल्टेज होगा चूंकि यहां डॉट से बाहर निकल रहा है और डॉट पर वोल्टेज की पोलेरिटी नेगेटिव है इसका मतलब है कि इनडुइस म्यूचुअल वोल्टेज होगा जो पॉजिटिव है अब आइए इस सर्किट पर विचार करें जहां कॉइल इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हैं तो यदि आप देखते हैं कि कॉइल व्यक्तिगत रूप से और साथ ही मैग्नेटिकली भी से जुड़ा हुआ है अब इस मामले में अगर करंट डॉट के अंदर जा रहा है और इस मामले में फिर से करंट डॉट के अंदर जा रहा है तो टोटल इनडक्टेंस जुड़ जाएगा इसका मतलब इसी तरह दूसरे मामले में जहां करंट डॉट में प्रवेश कर रहा है और यहां करंट फिर से डॉट को छोड़ रहा है इसका मतलब है कि म्यूचुअल इनडक्टेंस विपरीत डायरेक्शन में होगा और टोटल इनडक्टेंस आपको मिलेगा क्योंकि इसे ओप्पोसिंग कनेक्शन कहा जाता है करंट एक डायरेक्शन से डॉट के अंदर जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से डॉट के बाहर जा रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल वोल्टेज की पोलेरिटी का निर्धारण कैसे किया जाता है अब कुछ सर्किट को हल करते हैं ताकि हम समझ सकें कि आप सर्किट एनालिसिस में म्यूचुअल इनडक्टेंस को कैसे शामिल कर सकते हैं आइए इस डायग्राम को देखें जहाँ हमारे पास और दो वोल्टेज हैं जो दो कॉइल्स के आर पार लगाए गए हैं इसलिए ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हैं तो हम दोनों के इक्वेशन को लिखने के लिए किर्चोफ़्स वोल्टेज लॉ का उपयोग कर सकते हैं आप मान लें कि इस में करंट इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है तो कॉइल 1 के लिए अब यहाँ दोनों ही मामलों में करंट अंदर जा रहा है रेफरेंस पोलरिटी दोनों साइड्स में पॉजिटिव है जहाँ डॉट कनेक्टेड है इसका मतलब है कि इन दोनों कॉइल के मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से आपको मिलने वाला म्यूचुअल इनडक्टेंस म्यूचुअल वोल्टेज पॉजिटिव होगा अब दूसरे कॉइल के लिए आप क्या लिख सकते हैं तो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ हम इस सर्किट पर विचार करते हैं जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सर्किट के पहले भाग में हमारे पास वोल्टेज V जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे भाग में हमारे पास लोड जुड़ा हुआ है अब हम केवीएल को कॉइल 1 पर लगाते हैं केवीएल को कॉइल 2 पर लागू करने से अब आइए एक उदाहरण लेते हैं इस सर्किट में और की वैल्यू निकालने के लिए तो इस मामले में हमने वोल्टेज लगाया है और दूसरे कॉइल में हमने 12 ओम रेजिस्टेंस लगाया है हम पुनः KVL का उपयोग करेंगे मेष 2 के लिए मेष में मेष 2 की इक्वेशन का उपयोग करके इसलिये करंट दिया गया है तो फिर से केवीएल का उपयोग करके आप उन सर्किट को हल कर सकते हैं जहां आप इस तरह के मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल देखते हैं तो महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि आप म्यूचुअल वोल्टेज की पोलेरिटी का पता कैसे लगाएंगे तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त कर सकते हैं जहां हमने मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बारे में चर्चा की हम अगले सत्र में भी मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जहां हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में स्टोर्ड Stored संग्रहीत एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे फिर हम आइडियल Ideal आदर्श ट्रांसफार्मर और उसके विभिन्न इक्वेशन भी देखेंगे धन्यवाद